नमस्कार तो अंतिम कक्षा में हम कन्वोलुशन इंटीग्रल के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कन्वोलुशन इंटीग्रल की गणना के ग्राफिकल एप्रोच के साथ शुरू किया तो हम कल की कक्षा से अपनी चर्चा जारी रखेंगे आइए हम पुनरावृत्ति कन्वोलुशन इंटीग्रल के बारे में चर्चा करते हैं हमने चर्चा की कि कन्वोलुशन और कुछ नहीं होता है लेकिन पकड़े रहने का मतलब है कि हम उन फंक्शन में से एक की मिरर इमेज लेते हैं जो कन्वोलुशन इंटीग्रल का हिस्सा होंगे और फिर दो फंक्शन के कन्वोलुशन को कन्वोलुशन इंटीग्रल से प्राप्त किया जाता है जिसे परिभाषित किया गया है यह वही है जो हमने कन्वोलुशन इंटीग्रल के बारे में चर्चा की और फिर हमने स्थापित किया कि और के कन्वोलुशन को के रूप में दर्शाया गया है तो यह परिभाषित करता है कि इन दोनों फंक्शन को पूरा किया जा रहा है और आउटपुट है अब हमने यह भी स्थापित किया कि के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की गणना के रूप में फंक्शन के संबंधित लाप्लास ट्रांसफॉर्म को केवल गुणा करके की जा सकती है इसका मतलब यह है कि समय डोमेन में कन्वोलुशनन s डोमेन में गुणा के बराबर है अब हमने कन्वोलुशन इंटीग्रल के मूल्यांकन के ग्राफिकल एप्रोच पर अपनी चर्चा शुरू की और हमने कहा कि कन्वोलुशन इंटीग्रल के मूल्यांकन के लिए ग्राफिकल एप्रोच में आमतौर पर चार स्टेप शामिल होते हैं वे चार स्टेप हैं पहला यह था कि इसका अर्थ है कि हम इस फंक्शन के मिरर इमेज को इस मामले में को ऑर्डिनेट अक्ष के बारे में कहते हैं तो तब हमें फंक्शन मिलेगा जिसे कहा जाता है फिर दूसरा स्टेप विस्थापन है जहां हम को t डिले करते हैं ताकि हमें फ़ंक्शन मिल जाए तीसरा गुणन का मतलब है कि हम और दूसरे फ़ंक्शन के प्रोडक्ट को खोजते हैं और फिर हम अंत में दिए गए समय t के लिए इंटीग्रेशन प्राप्त करते हैं हम प्रोडक्ट के तहत क्षेत्र की गणना के लिए करते हैं और फिर हमें फंक्शन h और x का कन्वोलुशन मिलता है अब यह एप्रोच हमें एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करता है हम कहते हैं कि हमारे दो फंक्शन हैं एक है जो कि चित्र में दिखाया गया है और भी चित्र में दिखाया गया है कि हमें क्या करना है हमें 2 सिग्नल की कन्वोलुशन ज्ञात करनी है जो कि तो जिन चार स्टेप का हमने उपयोग किया था हम उनका अनुसरण करेंगे और के कन्वोलुशन का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो अपने पहले स्टेप के भाग के रूप में हम पहली बार को गुना करते हैं हम देखते हैं कि जब हम गुना करते हैं तो कैसा दिखता है और फिर हम t द्वारा शिफ्ट करेंगे और अंत में t के लिए अलग अलग वैल्यू के लिए अब हम दो फंक्शन को गुणा करेंगे और फिर अतिव्यापी कारणों के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए इंटेग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे हम पहले मिरर इमेज लेंगे ताकि की मिरर इमेज चित्र में दिखाए अनुसार हो जाए तो अब यह हो जाएगा क्योंकि आप एक अक्ष के रूप में ले लेंगे तो अब आकार की तरह यह मिरर इमेज बन गई है अब आकार इस तरह है और फिर हम फ़ंक्शन को t से शिफ्ट करेंगे अब यदि आप इसे t से शिफ्ट करते हैं तो यह अक्ष में शिफ्ट हो जाएगा और यह 1 से 0 के बजाय अब t 1 से t के बीच होगा जो कि मिरर इमेज में था अब t 1 से t के बीच की सीमा है अब यदि आप इस विशेष फ़ंक्शन को शुरू करना चाहते हैं जो कि है और आप पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि यहां यह अब हो जाएगा तो हम इन दोनों सिग्नल को एक ही अक्ष पर डाल देंगे तो क्या होगा आप शुरू कर देंगे अब इस इंटीग्रल को t के विभिन्न वैल्यू के संबंध में बदल दिया गया है और फिर हम पता लगाएंगे कि t के विभिन्न वैल्यू के मामलों में क्या इंटीग्रल होगा तो पहले हम देखेंगे कि जब t का अधिकतम वैल्यू इस मामले में एक होगा तो जब आपके पास इस बिंदु पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन दो फंक्शन के बीच कोई ओवरलैप नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं हम कहते हैं अगला हम के लिए देखते हैं तो अब क्या होगा दो सिग्नल 1 और t के बीच ओवरलैप होंगे तो यदि आप इस फ़ंक्शन को यहां शिफ्ट कर रहे हैं जो पहले यहां था तो आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए 1और t के बीच है और यह फ़ंक्शन ओवरलैप होगा ठीक है तो अब आप क्या कर सकते हैं आप इन दोनों फंक्शन के कन्वोलुशन को कन्वोलुशन इंटीग्रल का उपयोग करके परिभाषित कर सकते हैं अब हम इस सिग्नल को और इस दिशा में शिफ्ट करेंगे और फिर हम दो सिग्नल के कन्वोलुशन का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो जब आप देखेंगे पूरी तरह से ओवरलैप हो रहे हैं और ओवरलैप है पूरी तरह से और t के बीच क्योंकि फ़ंक्शन t 1 से t के बीच होता है तो क्या होगा अगला जब समय का अर्थ है कि इस फ़ंक्शन का कुछ हिस्सा और के बीच ओवरलैप हो रहा होगा और ओवरलैप अवधि क्या होगी तो ये सिग्नल और 3 के बीच ओवरलैप होंगे अब समय के लिए आप देखेंगे कि अब सिग्नल ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम जो कह सकते हैं वह है के लिए अब यदि आप सभी समीकरणों को जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि कन्वोलुशन अब यदि आप जो प्राप्त करते हैं उसे आप प्लॉट करते हैं तो आपको यह मिलेगा कि 1 तक यह 0 है और फिर यह बढ़ रहा है क्योंकि यह है फिर यह 2 के अधिकतम मान के साथ एक स्थिर है और फिर मान के साथ घटता है और फिर अंत में 0 तो यह फ़ंक्शन जिसे अब आपको मिला है दो फ़ंक्शन और का कन्वोलुशन है जिसे उदाहरण में परिभाषित किया गया था अब अगला प्रश्न यह होगा कि आप सर्किट एनालिसिस में कन्वोलुशन इंटीग्रल का उपयोग कैसे करेंगे तो हम एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं कि आप सर्किट को हल करने में कन्वोलुशन इंटीग्रल का उपयोग कैसे करेंगे आइए हम एक RL सर्किट लेते हैं जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है हम चित्र में दिखाए गए उत्तेजना के कारण किसी भी समय t में रेस्पोंस को खोजने के लिए कन्वोलुशन इंटीग्रल का उपयोग करेंगे तो अब यह वह उत्तेजना है जो मान 1 के साथ पर लागू होती है और यह पर 0 हो जाती है तो अब इस समस्या को हल करने के लिए हमें पहले उस तकनीक का उपयोग करना होगा जिस पर हम चर्चा करते हैं कि हम पहले यूनिट इम्पल्स रेस्पोंस को इंगित करेंगे जो सर्किट का है तो जब हम यूनिट इम्पल्स रेस्पोंस का उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना है हम सही विभाजन सिद्धांत को s डोमेन में लागू करते हैं और का मान पाते हैं तो आइए पहले इस सर्किट को s डोमेन में परिवर्तित करें तो जब आप s डोमेन में परिवर्तित होते हैं तो करंट सोर्स बन जाएगा रेजिस्टेंस समान रहेगा और इंडक्टर का मान 1H होगा इस मामले में और करंट है हमें इस विशेष सर्किट के ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाना है जो है तो आइए सबसे पहले आइए का मान ज्ञात करने का प्रयास करें कुछ भी नहीं है लेकिन यदि आप यहां करंट डिवीजन का उपयोग करते हैं तो जब आप करंट डिवीजन का उपयोग करते हैं तो यह आपको करंट डिवीजन की मदद से मिलेगा फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन का पता चलेगा अब अगर आप का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपको जो मिलता है वह मिलता है और यह मूल रूप से सर्किट की इम्पल्स रेस्पोंस है अब हम करंट सोर्स को देखते हैं जो कि दिया गया है तो इस अवधि के लिए क्या होगा केवल एक ही होगा अन्यथा यह शून्य होगा तो जब आप रूपांतरित होते हैं तो दो यूनिट स्टेप के फंक्शन में आप इसे की तरह दर्शाएंगे क्योंकि इसमें दो सेकंड की देरी होती है अब आपके पास है आपको सर्किट की इम्पल्स रेस्पोंस मिल गई है कि हमें क्या करना है हमें किसी भी समय टी की कीमत को कन्वोलुशन इंटीग्रल की मदद से ढूंढना है तो अब हम क्या करेंगे हम इस और h फंक्शन का कन्वोलुशन निकालेंगे तो हम जो लिख सकते हैं वह हम कर सकते हैं तो हम का मान डालेंगे तो तब जब हम से गुणा करते हैं जो कि फिर से वैल्यू है जिसे हमने गणना की है तो अब हम हल करने के लिए तैयार कन्वोलुशन इंटीग्रल अंग हैं अब यहाँ यदि आप इस विशेष इंटीग्रल को देखते हैं तो आप इस इंटीग्रल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं समय के लिए शून्य से दो के बीच यह विशेष वैल्यू शून्य होगा क्योंकि यह एक होगा जब टी दो से अधिक होगा तो टाइम टी शून्य से दो के बीच होता है यह शून्य होगा तो अंत में हम केवल इस इच्छा के साथ बचे हैं जो एक और बन जाएगा क्योंकि यह शून्य से अधिक टी के लिए है तो जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा समय t शून्य से दो के बीच के रूप में इस t का मान अब समय t के लिए दो से अधिक यह वैसे भी वहाँ रहेगा जब आप इन दो पदों को अलग करते हैं तो आप बस यह कह सकते हैं कि का इंटीग्रल कुछ भी नहीं है लेकिन हमने पिछले स्टेप में क्या गणना की है तो आप बस मान को डाल सकते हैं और फिर अगला है फ़ंक्शन अब हम जानते हैं कि इसका मान एक होगा जब समय t दो से t के बीच होता है तो हम दो से t इंटीग्रल मान को बदल देंगे यह मान एक हो जाएगा और फिर अब यदि आप इसे हल करते हैं और सरल करते हैं तो आपको इस विशेष करंट का मान मिलेगा तो इस बिंदु पर करंट तेजी से बढ़ रहा है तो यदि आपको इस विशेष सिग्नल पर I नॉट t प्लॉट करने के लिए कहा जाता है तो समय के लिए शून्य से दो के बीच t यह तेजी से बढ़ रहा है तो आप इस तरह से रेस्पोंस करेंगे और t के लिए दो से अधिक यह पद वैसे भी स्थिर है तो रेस्पोंस को दो से अधिक के लिए माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल रूप से डिके होगा तो मैंने समय के लिए t को दो से अधिक के लिए शून्य से अधिक तेजी से डिके होगा तो यह करंट की रेस्पोंस होगी मैं के रूप में लागू इनपुट सिग्नल के लिए शून्य है तो अब आप समझ सकते हैं कि आप कन्वोलुशन इंटीग्रल की मदद से सर्किट को कैसे हल कर सकते हैं अब हम नेटवर्क स्टेबिलिटी नामक एक अन्य अवधारणा पर चलते हैं यहां सर्किट स्थिर है यदि इसकी इम्पल्स रेस्पोंस बंधी हुई है तो इसका मतलब है कि परिमित मान में परिवर्तित हो जाता है जब और यदि अस्थिर होता है अगर st बिना बंधन बढ़ता है तो गणितीय पदों में आप कह सकते हैं कि सर्किट स्थिर है जब अब चूंकि ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स रेस्पोंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इस पर हमने चर्चा की है तो को इस विशेष समीकरण के लिए निश्चित आवश्यकता को पूरा करना चाहिए तो हम जानते हैं कि हम सर्किट के ट्रांसफर फ़ंक्शन को के रूप में लिखा जा सकता है जो कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर है और देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का पालन करने के लिए के क्राइटेरिया क्या हैं तो • जहाँ 0 की रुट को का शून्य कहा जाता है क्योंकि वे 0 बनाते हैं • जबकि की रुट को का पोल कहा जाता है क्योंकि वे → ∞ का कारण बनते हैं • के ज़ीरो और पोल अक्सर s प्लेन में स्थित होते हैं अब ज़ेरोस और के पोल अक्सर एस प्लेन में स्थित होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो आमतौर पर पोल बाएं आधे प्लेन में होंगे और ज़ीरो यहाँ या किसी भी स्थिति में या शायद काल्पनिक अक्ष पर हो सकते हैं अब अब क्या क्राइटेरिया हैं तो पहले स्थिर होने के लिए सर्किट के लिए दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं की डिग्री की डिग्री से कम होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा यदि आप प्रतिनिधित्व करते हैं यह उन वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन की तरह होगा जो इस तरह के हैं जैसे कि न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अधिक है और कुछ रेसिडुअल जहां रेसिडुअल की डिग्री से कम है तो जब आप को विभाजित करते हैं और आप सरल करते हैं तो आप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर विशेष को कुछ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से विभाजित कर सकते हैं अब यदि आप इस विशेष एक्सप्रेशन को देखते हैं जहाँ की डिग्री शेष लंबे विभाजन की की डिग्री से कम है तो यह वैसे भी तब स्थिर हो जाएगा जब t इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा लेकिन यदि आप इस विशेष भाग को देखते हैं जब आप s इन्फिनिटी को देखते हैं तो यह भाग इन्फिनिटी का कारण बनेगा इस वजह से अस्थिर होगा तो पहली आवश्यकता यह है कि सिस्टम के स्थिर रहने के लिए यह की डिग्री की डिग्री से कम होना चाहिए तो जब आप के इनवर्स को लेते हैं तो यह स्टेबिलिटी की स्थिति को पूरा नहीं करेगा तो जब आप न्यूमेरेटर में एक स्वतंत्र मात्रा के रूप में आ गए हैं तो यह के इनवर्स की अनुमति नहीं देगा इनवर्स लाप्लास का परिमित होना जब t इन्फिनिटी में जाता है इसीलिए की डिग्री की डिग्री से कम होनी चाहिए अब दूसरी शर्त यह है कि के सभी पोल जो कि डिनोमिनेटर समीकरण के मूल हैं जो शून्य के बराबर है में नकारात्मक वास्तविक भाग होने चाहिए इसका मतलब है कि सभी पोल को s प्लेन के बाएं आधे भाग में होना चाहिए यदि आप देखते हैं कि s प्लेन पोल को बाएं आधे भाग में ही होना चाहिए तो ये दो स्थितियां हैं जिन्हें हमें सर्किट के स्थिर होने के लिए आवश्यकता के रूप में पालन करना होगा अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस रूप में का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो यदि आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं अब यदि आप इस विशेष समीकरण का अवलोकन करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पोल pi का मान धनात्मक होना चाहिए जो बाएँ आधे तल में पोल बना देगा फिर आप देखेंगे कि यदि यह सकारात्मक है तो यह विशेष एक्सप्रेशन होगी जो तेजी से डिके होगी जो सुनिश्चित करती है कि बाउंड है इसका मतलब है कि यह समय t में वृद्धि के साथ एक विशेष वैल्यू के लिए बातचीत कर रहा है अस्थिर सर्किट में अब यह कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचेगा क्योंकि ट्रांसिएंट रेस्पोंस शून्य नहीं होती है यदि p सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक है तो यह तेजी से बढ़ रहा पद है फिर क्या होगा यह कभी भी अपनी स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंचेगा यह तेजी से डिके नहीं है यह तेजी से बढ़ रहा है उस स्थिति में ट्रांसिएंट रेस्पोंस शून्य नहीं होगी तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस केवल स्थिर सर्किट पर लागू होता है अब देखते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कैसे सह संबंध कर सकते हैं अब यदि सर्किट पैसिव एलिमेंट से बना है जो RLC है और स्वतंत्र सोर्स सर्किट का हिस्सा हैं यह सिस्टम स्थिर नहीं हो सकता है क्योंकि यह है तो अस्थिर नहीं हो सकता अस्थिर तब यह नियोजित करेगा कि वोल्टेज की राशि ब्रांच करंट अनिश्चित काल तक बढ़ जाएगी जब सोर्स शून्य पर सेट होते हैं जो कि सर्किट में व्यावहारिक रूप से नहीं होते हैं जो RLC घटक होते हैं क्योंकि R वह घटक है जो रेस्पोंस को डिके करने के लिए जिम्मेदार है तो पैसिव एलिमेंट इतनी अनिश्चित वृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो पैसिव सर्किट या तो स्थिर हैं या शून्य वास्तविक भागों के साथ पोल हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम चर्चा करेंगे जब हम इस उदाहरण को देखेंगे तो हमें इस विशेष मामले को देखने दें यदि आपके पास एक सीरीज है RLC सर्किट सीरीज RLC सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन को दिया जा सकता है क्योंकि hs v के बराबर है v s नहीं यदि आप अनुपात संकलित करते हैं तो डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन होगी अब यह विशेषता समीकरण के समान है जो हम सीरीज आरएलसी सर्किट के इन मामलों में प्राप्त करते हैं तो हम अब क्या कह सकते हैं हम यह कहें कि इस विशेष सर्किट में दो पोल होंगे और मान होगा जहां और और यह हम पहले ही देख चुके हैं जब हम सीरीज RLC सर्किट पर चर्चा कर रहे थे तो अब अगर आप r l और c के लिए इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो शून्य दो पोल हमेशा s के बाएं आधे भाग में स्थित होंगे इसका मतलब है कि सर्किट हमेशा स्थिर होता है हालाँकि जब आप देखते हैं तो सर्किट ओस्किलटरी हो जाता है हालांकि आदर्श रूप से यह संभव है लेकिन यह व्यावहारिक रूप से नहीं होता है क्योंकि r कभी भी शून्य नहीं होगा यह मामला जब आपके पास होता है तो यह विशेष स्थिति पैसिव सर्किट को लागू करेगी जिसमें शून्य वास्तविक भागों के साथ छेद होंगे तो जब हमारे काल्पनिक पोल पर होगे तो आप देखेंगे कि वास्तविक भाग शून्य है और रेस्पोंस होगी ओस्किलटरी होना तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं और हम अगले सत्र में इस विशेष पहलू पर भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद